Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture - 25 Circuit Theorems Contd Capacitors Inductors तो फिर हम एक और उदाहरण पर आते हैं DC सर्किट की तलाश में Refer Slide Time 0022 तो ऐसे कई उदाहरण देते हुए कि किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पडे यदि किसी भी पुस्तक में जाचेगे मतलब किसी भी किताब के देखेगे तो इससे ज्यादा प्रकार कि भिन्नताए में नहीं मिलेगी तो यह हमारे लिए बहुत मददगार है ये लेकिन एक बार फिर से दोहराते हुए कि AC सर्किट सिंगल फेज के साथ साथ 3 फेज ऐसा नहीं दे सकता c se के कारण कई उदाहरण सब कुछ अब तक ज्ञात है केवल एक चीज क्योंकि यह जटिल संख्या है इसमें समय कम्प्यूटेशनल समय लगता है यहां DC कम्प्यूटेशनल की तुलना में 4 गुना या इससे भी अधिक हो सकता है तो इसीलिए कई उदाहरण DC सर्किट किस्मों के उदाहरण के लिए दे रहे है जैसे कि जो कुछ भी खुले इच्छा विश्वास के लिए होता है उसे इस एक से अधिक भिन्नता नहीं मिल सकती है आइए इस उदाहरण पर आते हैं तो अब सवाल यह है कि यहां टर्मिनलों में थेवेनिन समकक्ष सर्किट प्राप्त करना है 1 2 अब यह एक थेवेनिन समकक्ष है जो इसे आसानी से नॉर्टन में स्थानांतरित कर सकता है तो एक आश्रित वोल्टेज स्रोत है जो 3 i0है और यह i0है ऐसा निर्भर वोल्टेज निर्भर वोल्टेज स्रोत है इसका मतलब है a कनेक्ट करना है क्या कॉल वोल्टेज स्रोत को a क्योंकि इसके बिना प्राप्त नहीं हो सकता RThevenin तो ऐसा करने के लिए RThevenin प्राप्त करने के साथ साथ क्या क्या कॉल हैं कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है जो बाद में देखेगा तो केवल आश्रित स्रोत है तो अगर इस माध्यम से सिर्फ 1 मिनट ले Refer Slide Time 0206 अब अगर यहां एक वोल्टेज स्रोत लागू करें तो वोल्टेज 1 वोल्टेज स्रोत मान लीजिए V0दिया गया है और यह वोल्टेज स्रोत यह वोल्टेज स्रोत V0दिया गया है इसका मतलब है इस बिंदु पर यह वोल्टेज स्रोत V0 वास्तव में 1 वोल्ट है क्योंकि - क्या कॉल होगा क्योंकि कम विद्युत तत्व यहां जुड़ते हैं तो यह V0 1 वोल्ट है इसलिए इस स्थिति में यह i0 करंट प्रवेश कर रहा है और कॉल कैसा होगा यहाँ और यह करंट V0भागित 6 होगा V0 भागित होगा तो V01 वोल्ट है मूल रूप से यह 1 भागित 6 एम्पीयर 1 भागित 6 एम्पीयर हो जाएगा और अगर अगर ढूंढें और इस तरह से लें कि करंट क्या है तो मान लीजिए कि अगर इस तरह से लें कि करंट क्या है यहां प्रवेश करना जैसे कि यहां प्रवेश करना रास्ता लेना या इसे छोड़कर करंट लेना होगा Refer Slide Time 0313 तो इस धारा के माध्यम से धारा 1 बटा 6 है और अगर वर्तमान को छोड़कर यह नोड है इस नोड पर KCL के लिए जाना है और यह वोल्टेज V0 1 वोल्ट है और V0 का अर्थ है यह है V0 यदि यह है तो यह है और यदि अगर क्या कॉल इस तरह से चलती हैं तो वामावर्त दिशा कहें और यह करंट लिया जायेगा कहेगे यदि यह है तो यह 3 होगा यह 3 i होगा फिर टर्मिनल का सामना 3 i0 3 i0 से हो रहा है फिर V0 0 और V0 1 वोल्ट इसका मतलब है 3 V0 1 वोल्ट है जो 1 3 i0 है अर्थात 1 3 i0 को 3 से विभाजित किया जाता है तो अगर अब KCL को नोड पर लागू करें तो i0 यह यह यह यह एक प्रवेश है यह वर्तमान छोड़ रहा है और 1 बटा 6 क्योंकि यह वोल्टेज V0 6 भागित 6 है क्योंकि 6 Ω प्रतिरोध इसलिए 1 बटा 6 तो अगर यहाँ के इस व्यंजक को 1 3 0 बटा 3 के पदों में रखें फिर इसे हल करें i0 मिलेगा Refer Slide Time 0511 तो हम इसे यहाँ स्पष्ट कर दे तो यहाँ यह है - कॉल करेगा कि i0 1 बटा 61 3 i0 बटा 3 तो i0 1 बटा 4 एम्पीयर और RThevenin फिर होगा V0 बटा i0 V0 ने 1 वोल्ट लिया है इसलिए 1 बटा 1 बटा 4 इसलिए 4 Ω RThevenin 4 Ω अब यहाँ इस सर्किट में कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है यह आश्रित स्रोत है कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है तो अगर एक V को जानते हैं जिसका मतलब है वीथेवेनिन 0 होगा क्योंकि नहीं क्या कॉल स्वतंत्र स्रोत पहले भी है एक उदाहरण देखा है तो VThevenin 0 होगा तो इसीलिए VThevenin 0 है बस यह एक Thevenin समतुल्य सर्किट है केवल RThevenin क्योंकि VThevenin 0 होगा क्योंकि सर्किट में कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है Refer Slide Time 0551 तो इसके साथ थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय सीखते हैं Refer Slide Time 0608 तो मूल रूप से यह मूल रूप से थेवेनिन परिवर्तन पर नहीं है जब स्रोत परिवर्तन के लिए जाना है इसलिए वर्षों के अनुभव से जो कुछ भी पता चलता है वह छात्रों को समस्या हल करने के लिए समस्या का सामना करना पड़ता है संख्यात्मक रूप से जब वे RThevenin के प्रमेय के लिए जाते हैं तो नॉर्टन प्रमेय हैं तो इसीलिए कई उदाहरण लिए गए हैं और यह उदाहरण इसे समझने में बहुत मदद करेंगे इस थेवेनिन और नॉर्टन प्रमेय को क्या कहते हैं अगला अधिकतम पावर ट्रांसफर है जो अधिकतम पावर ट्रांसफर प्रमेय है तो मैक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थ्योरम में जहाँ तक सिद्धांत का संबंध है Refer Slide Time 0755 इसलिए कई व्यावहारिक मामलों में एक सर्किट को लोड को शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कई क्षेत्रों में अनुप्रयोग हैं जहां लोड को दी गई शक्ति को अधिकतम करना वांछनीय है तो इस मामले में पाएंगे पाएंगे कि थेवेनिन समकक्ष अधिकतम शक्ति का पता लगाने में बहुत उपयोगी है तो एक रैखिक एक रैखिक सर्किट एक लोड अधिकतम शक्ति प्रदान कर सकता है जो कि थेवेनिन समकक्ष अधिकतम शक्ति खोजने में उपयोगी है और एक रैखिक स्थान रैखिक सर्किट लोड को वितरित कर सकती है तो मान लें कि लोड प्रतिरोध RL वेरिएबल है जो परिवर्तनीय है तो इसका मतलब है केवल RL परिवर्तनशील है और बाकी सर्किट इसे ठीक कर रहे हैं यह एक निश्चित चीज़ है जिसे VThevenin और RThevenin द्वारा दर्शाया जा सकता है क्योंकि RL के अलावा बाकी सर्किट में कोई पैरामीटर नहीं बदल रहे हैं तो यदि ऐसा है तो मान लीजिए कि एक सर्किट दिया गया है जहां VThevenin और RThevenin मिला है और एक लोड प्रतिरोध जुड़ा हुआ है यह प्रतीक एक चर प्रतीक है तो iL iL VThevenin भागित RThevenin RL Refer Slide Time 0813 और इसलिए पॉवर RL p L iL 2 RL लोड हो रहा है तो iL इस सर्किट से iL VThevenin by RThevenin RL पूरे कि घात 2 RL है तो यह शक्ति अभिव्यक्ति है अब किसी दिए गए सर्किट के लिए कि VThevenin और RThevenin दोनों निश्चित हैं केवल RL चर VThevenin है और RTheveninनिश्चित है Refer Slide Time 0844 अब अगर प्लॉट p L के साथ RThevenin RL अगर प्लॉट प्लॉट इस तरह होगा कि plot यह 0 से शुरू हो रहा है तो प्लॉट इस तरह होगा इसलिए यह अधिकतम बिंदु है जो मैक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर है यह तब होगा जब RL होगा RThevenin और यह पक्ष है RL और यह पक्ष है p L और यह pLmax है यह बिंदु pLmax है और यह RL RTheveninके लिए है तो कैसे कैसे प्राप्त होगा RL RThevenin जो है यहाँ ले इस का व्युत्पन्न RL के संबंध में अभिव्यक्ति यदि इसके संबंध में व्युत्पन्न लें Refer Slide Time 0927 तो RL 0 और अनंत के बीच भिन्न हो सकता है लेकिन अगर d p L बटा d RL 0 यह समीकरण संख्या 16 दी गई है तो अगर डेरिवेटिव को 0 पर सेट करें तो RL RTheveninमिलेगा Refer Slide Time 0935 तो अधिकतम शक्ति तब होती है जब RL RThevenin हो Refer Slide Time 0940 तो अगर इस समीकरण में RL RThevenin डालें तो अब इस समीकरण में RL RThevenin यदि रखे RL RTheveninको इस समीकरण में Refer Slide Time 1006 तब मिलेगा मिलेगा pLmax VThevenin 2 बटा 4 RThevenin यह यही है क्या यह इस बात को ध्यान में रख सकता है कि अधिकतम पॉवर S VThevenin 2 बटा 4 RThevenin के बराबर है अब एक उदाहरण लेते हैं Refer Slide Time 1024 तो अधिकतम शक्ति हस्तांतरण के लिए RL का मान निर्धारित करें चित्र 79 में दिखाए गए सर्किट में भी अधिकतम पॉवर का पता लगाएं तो पहली बात यह है कि अधिकतम मैक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थ्योरम के लिए वह RL बन जाएगा RTheveninका अर्थ है इस सर्किट के लिए प्राप्त करना होगा VThevenin and RThevenin तो और फिर जो कुछ भी RThevenin get मैक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर के लिए RL होगा RThevenin तो हम इसे स्पष्ट कर दे तो इसे खोलने के लिए यह RL इसे RL खोलें और पहले RL का पता लगाना चाहते हैं तो वर्तमान स्रोत बंद कर दिया जाना चाहिए तो यह खुला है और वोल्टेज स्रोत बंद कर दिया जाना चाहिए तो यह छोटा है Refer Slide Time 1109 तो इस मामले में यदि ऐसा करते हैं तो 12 Ω और 6 Ω पाएंगे वे समानांतर में हैं अर्थात 12 6 बटा 126 तो यह 72 बटा 8 है तो 4 Ω इसके साथ यह 2 Ω और 3 Ω श्रृंखला में हैं तो यह 432 होगा तो यह RThevenin होगा 9 Ω से मेमोरी कर सकते हैं Refer Slide Time 1136 और इसी तरह पता लगाना है थेवेनिन वोल्टेज VThevenin तो यह ओपन सर्किट है तो यहाँ 2 मेश i1 और i2 को वह मेश करेंट i1 और i2 लें और इसे हल करें तो यह RThevenin RThevenin ने सीधे सीधे हमको बताया यह 9 Ω होगा क्योंकि यह दोनों समानांतर में हैं उनके समकक्ष होंगे 12 6 भागित 12 6 तो 4 Ω तो 4 3 2 तो यह 9 है और इस स्थिति में जब इस घड़ी की दिशा में एक चक्रीय धारा i1 और i2 लें तो यह करंट वास्तव में दो एम्पियर ऊपर की ओर जा रहा है और इस तरह ले रहा है तो i2 होगा 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर तो इसका मतलब है i2 जाना जाता है इसलिए कॉल करें KVL को यहां इस लूप में i2 को जाना जाता है अगर ऐसा करते हैं तो i2 है 2 एम्पीयर Refer Slide Time 1250 तो उस अर्थ में इस मामले में यह होगा 6 i1 यह 6 i1 6 i1 12 i1 i2 यह एक क्योंकि इसे आगे बढ़ा रहे हैं इस पर जा रहे हैं 12 0 तो और i2 बताया कि i2 2 एम्पीयर तो यहाँ i2 2 एम्पीयर डालें और i1 के लिए हल करें तो हम इसे यहाँ स्पष्ट कर दे उसके बाद वोक सो told RThevenin 9 Ω पहले और i2 2 एम्पीयर आपको बताया Refer Slide Time 1336 और उस मेश में लगाने से कि जो भी मिलेगा i1 मिलेगा 2 बटा 3 एम्पीयर यानी i1 यानी इस सर्किट में i1 2 बटा 3 Refer Slide Time 1354 फिर क्या फिर पता लगाएं क्या कहें VThevenin VThevenin पता लगाएं तो इस मामले में क्या क्या क्या जिस तरह से चाहते हैं पता लगा सकते हैं हम इन वे बना रहे है VThevenin का पता लगाने के कई अन्य तरीके हैं तो इस मामले में अगर यहाँ कोई करंट नहीं है क्योंकि यह खुला है लेकिन KVL को इस तरह से लागू करें यह यहाँ किया है तो इस मामले में क्या होगा यह i2 अगर इस तरह से लेना है तो यह इस तरह से लेने के लिए है तो यह होगा 3 i2 फिर 6 i1 क्योंकि इस तरह ले रहे हैं तो 12 Voc होगा 0 इस तरह लिख सकते हैं लिख सकते हैं यहां भी अगर चाहते हैं यहां भी ले सकते हैं मतलब अगर चाहते हैं तो यहाँ स्पष्ट कर दे अगर चाहते हैं तो यहां भी प्राप्त कर सकते हैं कर सकते हैं घड़ी की दिशा में ले सकते हैं या क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस मामले में जो होगा वह होगा 3 i2 12 क्या कॉल करें यह इस तरह से जा रहे हैं 12 i1 i2 Voc एक ही परिणाम मिलेगा Refer Slide Time 1515 तो इसलिए इसी तरह से इस समीकरण को इस चीज़ के लिए लिख रहे हैं कि 3 i2 VThevenin 12 i2 i1 यहां इस मामले में क्या कॉल है जिस तरह से देखा है - एंटीक्लॉकवाइज यह समीकरण उसमें लिखा है - क्लॉकवाइज को कॉल करे इसका मतलब है अगर अगर बस अगर सिर्फ संकेत बदल दें जो कुछ भी कहा गया है 3 i2 यह होगा यह 12 i1 i2 0 होगा अगर साइन को क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉकवाइज एक ही चीज में बदलें तो इस समाधान के साथ VThevenin 22 वोल्ट इसलिए 1 अधिकतम बिजली हस्तांतरण RL RThevenin Refer Slide Time 1555 तो यह सूत्र pLmax VThevenin 2 भागित 4 RL है तो 222 बटा 4 9 तो 1344 वाट यह pLmax है Refer Slide Time 1609 तो चित्र 81 के परिपथ में कौन सा प्रतिरोधक RL अधिकतम शक्ति को अवशोषित करेगा और शक्ति क्या है दर्शाया है Refer Slide Time 1619 तो यहाँ भी वही बात पता करनी है VThevenin और RThevenin एक आश्रित वोल्टेज स्रोत है यह ix है करंट यहाँ है ix यह ix यहाँ है Refer Slide Time 1635 तो उस स्थिति में अधिकतम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होगा जानें pLmax VThevenin 2 भागित 4 RThevenin तो यहाँ यह ओपन सर्किट है Voc ओपन सर्किट है और जैसे ही यह ओपन सर्किट होता है एक चीज होती है और बस इसे ix के रूप में रखा जाता है तो पिछले ix के साथ यह बदल जाएगा लेकिन बस इसे ना करो यहाँ बस यह समझ में आता है तो यह Voc VThevenin इसे प्राप्त करते है इसे कॉल करेगे 4 एम्पीयर करंट वह स्वतंत्र करंट सोर्स है और यह 10 Ω है और यह 4 Ω है Refer Slide Time 1715 तो करंट यहाँ से यह यह ix है तो यहाँ यह ix है यह एक धारा विभाजन है तो यह 40 को 10 40 इस 4 एम्पीयर से विभाजित किया जाएगा यह 4 एम्पीयर करंट तो मूल रूप से यह होगा 32 एम्पीयर अत ix 32 ऐम्पियर होगा तो यह है 32 एम्पीयर करंट तो अगर यह 32 एम्पीयर करंट है क्योंकि ब्याज है और है अगर यह 32 के तो यह 4 32 सीधे सीधे मिलेगा यह 08 एम्पीयर होगा यह हमे - मिला तो वहाँ बिंदु 8 एम्पीयर है जिसका अर्थ है यह 10 ix ix 32 है यानी यह 10 ix 1032 यानी 32 वोल्ट यानी 32 वोल्ट होगा तो और यह करंट 08 एम्पीयर है अब Voc प्राप्त करने के लिए Voc मान लीजिए KCL को यहीं लागू कर सकते हैंk k इस चीज को लागू कर सकते हैं KCL यहीं तो उस स्थिति में यह 10 ix 10 ix 30 वोल्ट 32 वोल्ट होगा बल्कि इसलिए क्योंकि 10 ix -से मिलेगा 30 वोल्ट टर्मिनल पहले सीधे उस 32 को लिखते हुए सामना कर रहा है और यह 08 एम्पीयर यह करंट इसमें से बह रहा है क्या कॉल करेगा 40 08 तो 40 08 फिर पहले टर्मिनल का सामना होगा फिर Voc 0 आशा किसी भी शब्द को याद नहीं किया इसलिए Voc 64 वोल्ट तो इसे स्पष्ट करने दे Refer Slide Time 1914 तो अगर देखो यह जाने से पहले कि VThevenin यहाँ मिला 64 वोल्ट तो जिस तरह से बताया गया है कि अब इसे कैसे करना है अब सवाल है इसी तरह नॉर्टन के लिए भी सिर्फ एक आभास देना इस नॉर्टन का मतलब है शॉर्ट सर्किट समस्या में कुछ भी नहीं बताया गया है Refer Slide Time 1936 यह है ix और क्या कॉल और यह 10 Ω है और यह 40 Ω है और यह है क्या कॉल यह एक आश्रित वोल्टेज स्रोत है Refer Slide Time 1956 तो जब भी इसे लागू करें यह नॉर्टन तो यह पता लगाना है कि यहाँ यह ix एम्पीयर दिया गया है अब जैसे जैसे प्राप्त कर रहे हैं तो सवाल यह है कि यह छोटा है यह छोटा है तो यह पता लगाना है कि यह इस भाग के रूप में छोटा है तो मूल रूप से क्या होगा और यह है ix ix ix ' तो और इसे छोटा कर दिया गया है इसलिए पहली बात यह है कि यह देखना होगा कि यह वर्तमान विभाजन कैसा है तो अगर देखो तो बात है कि यह 10 और 40 समानांतर में हैं और पहले से हैं और यह है निर्भर वोल्टेज स्रोत ix ix तो इस मामले में ix क्या है पहले जैसा होगा ix होगा 3 बिंदु क्या क्या कॉल करें 32 32 एम्पीयर और करंट थ्रू यह कॉल होगा कॉल 08 एम्पीयर से पहले जैसा अब सवाल यह है कि isc क्या है क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट पथ है तो चूंकि यह एक शॉर्ट सर्किट पथ है इसलिए क्या होगा isc तो वह बात है तो सवाल यह है कि जैसे ही यह जैसे ही इसे सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है जैसे ही इसे शॉर्ट सर्किट पथ मिल रहा है यह शॉर्ट सर्किट पथ है यह शॉर्ट सर्किट पथ है तो यह 4 एम्पीयर करंट वास्तव में सीधे इस शॉर्ट सर्किट पथ से गुजरेगा क्योंकि इस मामले में यह अप्रभावी होगा यह अप्रभावी होगा और उसी स्थिति में i यदि यह अप्रभावी है तो इसका मतलब यह ix होगा 0 हो और 0 होगा तो यहाँ यह निष्क्रिय होगा और isc सरल होगा 4 एम्पीयर Refer Slide Time 2150 इसलिए यदि आम तौर पर शॉर्ट सर्किट के माध्यम से कोई करंट प्रवाहित होता है तो यह किसी भी अन्य विद्युत तत्व को नहीं मिलेगा तो यह है मूल रूप से ix जो 0 होगा तो यहां कुछ भी सक्षम नहीं है और यह सब 4 एम्पीयर इस तरह बह रहा होगा जैसे यह शॉर्ट सर्किट लूप में होगा तो isc 4 एम्पीयर होगा इसीलिए अगर इस पर आते हैं तो यह सब बातें यहाँ लिखी गई हैं क्योंकि बस इसके माध्यम से जाना ix 0 0 सब कुछ लिखा है Refer Slide Time 2224 और केवल एक चीज यह है कि जब उस समय शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो करंट डिविजन होगा लेकिन कौन सा बताये लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वे कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं और इसलिए isc 4 एम्पीयर होगा इसलिए RThevenin होगा VThevenin by isc यह 64 बटा 4 है यह सोलह होगा इसलिए अधिकतम शक्ति हस्तांतरण के लिए RL RThevenin 16 और pLmax VThevenin 2 भागित 4 RThevenin तो 64 वाट Refer Slide Time 2315 तो यह उत्तर है तो देखो और यह शायद इस अध्याय का अंतिम उदाहरण है कि सर्किट में RL खोजें और अधिकतम पावर ट्रांसफर भी pLmax निर्धारित करता है तो यहाँ ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे तो कई लोगों ने वीडियो c se के लिए 30 उदाहरणों की व्याख्या की है इसका मतलब यह है कि यह बहुत लंबी प्रक्रिया है तो यहाँ 01 Vx यहाँ है Vx वहाँ है और RL का पता लगाना है और RL बराबर है क्षमा करें अधिकतम शक्ति का पता लगाना है तो RThevenin अब Voc VThevenin Refer Slide Time 2354 तो यह सब y दिशा दी गई है ix दिया गया है Vx दिया गया है और यह यहां नोड है KCL भी लागू होगा और यह है शॉर्ट सर्किट नॉर्टन ने भी दिखाया कि यह शॉर्ट सर्किट है यह RThevenin है यह नॉर्टन के लिए ओपन सर्किट है यह Thevenin और Norton के पक्ष में दिखाने के लिए शॉर्ट सर्किट है और फिर फिर इस दो सर्किट को देखते हुए इसे VThevenin के लिए देखें और यह V Norton के लिए है तो सब कुछ समझाया गया है Refer Slide Time 2431 और कृपया इसके माध्यम से जाएं हम यह नहीं समझा रहे कि यह आखिरी है सभी विस्तार से लिखे गए हैं सभी विस्तार से लिखे गए हैं और अब सब कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि समय लगेगा काफी समय लगता है Refer Slide Time 2441 और जो यह नोड है कृपया लागू करें KCL और इसे हल करें Vx 2564 वोल्ट मिलेगा फिर VThevenin स्वचालित रूप से 3 Vx हो जाएगा यदि इस समस्या को देखें Refer Slide Time 2502 तो यह 7692 वोल्ट होगा और ix Vx बटा 464 एम्पीयर और y है 3846 एम्पीयर तो इसके साथ यदि टर्मिनल 1 2 शॉर्ट सर्किट Vx 0 है इसका मतलब है 4 12 यानी 412 यह वास्तव में 12 है यह सिर्फ 1 मिनट है यह है Vx 0 है Refer Slide Time 2517 तो यह वास्तव में यहाँ इस सर्किट को देखें Vx 0 है यह वास्तव में 1 एक लेखन त्रुटि है यहाँ वास्तव में यह 8 है तो यह 12 होगा यह एक लेखन त्रुटि है तो यह 12 हो जाएगा तो हम इसे स्पष्ट कर दे और RThevenin बन जाएगा यह VThevenin भागित isc यह 8 12 है तो 4615 Ω होगा Refer Slide Time 2610 तो इसके लिए समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है क्योंकि बहुत कुछ किया है तो और अधिकतम शक्ति हस्तांतरण के लिए pLmax VThevenin 2 भागित 4 RThevenin तो 769 2 भागित 4 RThevenin यानी is 4615 32051 वाट तो कुल 31 या 30 31 समस्याएं बन गई हैं तोकोई अभ्यास नहीं दे रहे है यहां बहुत सी समस्याएं हैं इसलिए नहीं दी है तो समस्या की सभी किस्मों को हल कर दिया गया है यहां तक कि कहने पर भी तो बहुत सी चीजो को हम बहुत बार जानते है हर समस्या को देने से पहले उसके समाधान को भी समाधान Refer Slide Time 2704 इसलिए डीसी ट्रांसिएंट का अध्ययन करना है और कैपेसिटर और इंडक्टर्स के बारे में सीखना है इसलिए इस पर जाने से पहले सिर्फ एक और दो चीजें फिर से उस अभ्यास को बताना चाहेंगे कोई भी किताब लें और बहुत अभ्यास करें और क्योंकि यह विशुद्ध रूप से है देखें इस c se का लगभग 75 से 80 प्रतिशत मूल रूप से इलेक्ट्रिक सर्किट सिद्धांत है और पता करें कि सभी अच्छी किताबें उसमें दी गई हैं उसमें उल्लेख किया गया है क्या कॉल उस c se में स्वयं और बस किसी भी पुस्तक का पता लगाएं और कई समस्याओं को हल करने का प्रयास करें चूंकि यह सी c se मुख्य रूप से समस्याओं के लिए है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को आजमाना है और समझना है मूल अवधारणा से शुरू हो रहा है यह देखने की कोशिश करें कि चीजें कैसी हैं और अगर खोज में कोई गणना त्रुटि हुई है या कहीं भी कृपया मुझे बताएं मैंने खुद को सुधार लिया है मुझे मेल करने के लिए या फोरम में प्रश्न डालने में संकोच न करें हम जवाब देंगे तो अब आगे आते है कैपेसिटर और इंडक्टर्स पर तो पिछले अध्यायों में कई जगह लिखा है कि किताब में लेकिन किताब कभी नहीं लिखी गई थी तो कृपया पढ़ें कि शब्द पुस्तक एक अध्याय है तो पिछले अध्याय में प्रतिरोधों से बने सर्किटों का अध्ययन किया है प्रतिरोध और स्रोततो के लिए प्रतिरोध का अध्ययन किया है और निर्भर हैं या स्वतंत्र वोल्टेज हैं या वर्तमान स्रोत हैं जो सभी हैं अब इस अध्याय में दो अतिरिक्त सर्किट तत्व पेश करेंगे जो कैपेसिटर और इंडक्टर्स हैं Refer Slide Time 2925 तो सिर्फ इसलिए कि इसके बाद हम इसका अध्ययन करेंगे जो कि है पहला ऑर्डर सर्किट क्योंकि कैपेसिटर इंडक्टर्स सीखना है और c se का AC सर्किट है तो इस अध्याय में दो अतिरिक्त सर्किट तत्वों का परिचय देंगे कैपेसिटर और इंडक्टर्स तो प्रतिरोधक विद्युत ऊर्जा ऊष्मा को परिवर्तित धारा परिवर्तित करते हैं लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर्स ऊर्जा भंडारण तत्व हैं वे उनमें ऊर्जा जमा कर सकते हैं लेकिन वे ऊर्जा का भंडारण नहीं कर सकते इसलिए वे निष्क्रिय तत्व हैं तो कैपेसिटर और इंडक्टर्स ऊर्जा को स्टोर करते हैं जिसे बाद में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है तो कैपेसिटर और इंडक्टर्स केवल ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं जो इन तत्वों को डाल दिया गया है और निकाला जा सकता है इसलिए इस प्रकार संधारित्र प्रतिरोधक संधारित्रों और प्रेरकों को निष्क्रिय तत्व कहा जाता है तो संधारित्र प्रेरक भी निष्क्रिय तत्व क्योंकि वे स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं अपनी ऊर्जा को संधारित्र में संग्रहीत कर सकते हैं या प्रारंभ करनेवाला पुनर्प्राप्त भी कर सकते हैं इसका मतलब है कुछ अलग तरीके भी है बताएं कि उनके पास स्मृति है क्योंकि वे ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं Refer Slide Time 3043 तो इसीलिए ये निष्क्रिय तत्व हैं तो वह क्या क्या सीखेगा कि आदर्श संधारित्र में वोल्टेज वर्तमान के अभिन्न समय के समानुपाती है यह उच्च माध्यमिक भौतिकी से भी सीखता है दूसरी ओर आदर्श प्रारंभ करनेवाला में वोल्टेज वर्तमान के व्युत्पन्न के समानुपाती होता है यह भी उच्च माध्यमिक भौतिकी बिजली अध्याय से सीखा है तो कई प्रकार के हमे इसे यहाँ स्पष्ट करने दें तो कई प्रकार के ट्रांसड्यूसर इनडकटेनस और कैपेसिटेंस पर आधारित होते हैं इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद बुनियादी सर्किट विश्लेषण तकनीक का विस्तार करने के लिए तैयार हो जाएगा पिछले अध्याय में सीखे गए सभी सर्किट में इनडकटेनस और कैपेसिटेंस है तो हम इसे यहाँ स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 3134 तो इसका मतलब है कि एक कैपेसिटर है जो एक कैपेसिटर अपने विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहीत करता है तो कैपेसिटर सबसे आम विद्युत घटक हैं और बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं बिजली प्रणाली संचार कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स तो मूल रूप से कैपेसिटर का निर्माण दो संवाहक प्लेटों को अलग करके किया जाता है जो आमतौर पर इन्सुलेट सामग्री की एक पतली परत द्वारा धात्विक होता है Refer Slide Time 3211 कई अनुप्रयोगों में कंडक्टिंग प्लेट्स एल्युमिनियम फॉयल हो सकती हैं जो कि कंडक्टिंग प्लेट्स एल्युमिनियम फॉयल हो सकती हैं और कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच इंसुलेटिंग मैटेरियल जिसे डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है यह हवा चीनी मिट्टी कागज अभ्रक मायलर पॉलिएस्टर या पॉलीप्रोपाइलीन या कई अन्य सामग्री हो सकती है तो यह वास्तव में है दो प्लेट कंडक्टिंग प्लेट और बीच बीच में डाईइलेक्ट्रिक कॉल इंसुलेटिंग सामग्री है तो आकृति 1 हम अध्याय 5 सेट करेंगे इसलिए 51 तो चित्र 1 तो एक समानांतर प्लेट संधारित्र है तो इस पर जाएं Refer Slide Time 3304 तो यह एक समानांतर प्लेट कैपेसिटर का सरल आरेख है इसे केवल हाथ से खींचा है तो यह ढांकता हुआ है और यह ऊपरी और निचली दो संवाहक प्लेटें हैं और इसके बीच में -इसे बीच में कॉल किया गया यह है डाईइलेक्ट्रिक जिसका आरेख किसी भी किताब में मिल जायेगा तो समानांतर प्लेट कैपेसिटर में दो संवाहक प्लेट होते हैं जो डाईइलेक्ट्रिक लेयर से अलग होते हैं Glossary शब्दकोष English Word Word Meaning Capacitor कैपेसिटर संधारित्र Current करंट विधुत धारा Resistance रेजिस्टेंस प्रतिरोधक Circuit सर्किट परिपथ Terminal टर्मिनल मार्ग Magnitudes मैग्निट्यूड परिमाण Path पाथ पथ